यह मॉडयूल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए है हम पहले से ही सम्मेशन एम्पलीफायर देख चुके हैं जहां हम वोल्टेज जोड़ सकते हैं और अपने प्रवर्धन कारक के अनुसार वोल्टेज को बढ़ा कर अंतिम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं एक सम्मेशन एम्पलीफायर के लिए पहले वोल्टेज जोड़े जाते हैं और फिर प्रवर्धित होते हैं इसी तरह डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए हम दो वोल्टेज का अंतर लेते हैं और फिर इसे बढ़ाते हैं तार कैसे निकालें एक क्लिपर का उपयोग करना सही अभ्यास है इसके जबड़े के बीच रखें और बस दबाएँ आमतौर पर प्रयोगशालाओं में देखा जाने वाला एक गलत अभ्यास है तार को मुंह में रखकर बाहर निकाल देना एक और सही तरीका है स्वचालित क्लिपर्स का उपयोग इस विशेष मॉड्यूल पर वापस आते हुए यहां हम डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर को देखेंगे तो एक डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर वोल्टेज का अंतर लेता है और इसे बढ़ाता है एक अंतर एम्पलीफायर का उपयोग करने का लाभ यह है कि नॉइज़ रद्द हो जाता है V1 और V2 दोनों ही नॉइज़ के साथ हैं अंतर लेते समय नॉइज़ दोनों सिग्नल्स से घटाया जाता है एक ऑप एम्प पर आधारित डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के बीच के अंतर का आनुपातिक आउटपुट देता है और यह एक सीमित लाभ के साथ एम्पलीफाइ करेगा

अंतिम इक्वेशन R2R1 पर निर्भर करता है तो R2R1 एक प्रवर्धन कारक है और वोल्टेज अंतर V2 V1 है आइए हम मान लें कि V1 2 V V2 4 V और R2R1 10 Vo 10 20 V क्या मुझे आउटपुट पर 20 वोल्ट मिलेंगे मुझे आउटपुट पर 20 वोल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरा बायस वोल्टेज 15 V है लेकिन क्या होगा अगर V2 3V है फिर Vo 10 V होगा क्या मुझे यह मिलेगा मुझे यह मिल जाएगा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 इसलिए बहुत आसान है यदि आप उस फार्मूले को याद रख ते हैं तो आप डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर हल कर सकते हैं अब देखते हैं कि यदि आप डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि यह प्रयोग के मामले में काम कर रहा है या नहीं तो प्रयोग कैसे करें हम डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के लाभ की गणना कैसे कर सकते हैं पहली बात यह है कि आपको सर्किट को कनेक्ट करना चाहिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो सर्किट पर वापस आते हुए हमें सर्किट को कनेक्ट करना होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 1 वोल्ट पीक टू पीक और 1 किलोहर्ट्ज़ की साइन वेव V1 पर लगाएँ उच्च और निम्न आयामों के लिए प्रयोग को दोहराएं और टिप्पणी को नोट करें तो आइए देखें कि यह प्रयोग ब्रेडबोर्ड पर कैसे किया जाता है और हम इस विशेष डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के लिए मूल्यों को नोट करेंगे आप चार प्रतिरोधों को देख सकते हैं एक RF या R2 है एक R1 है दूसरा R2 है दूसरा R1 है तो हमारा सूत्र है Vo R2R1 इसलिए उन्होंने इस ऑपरेशन के एम्पलीफायर के साथ इस चार अवरोधक को जोड़ा है और उन्होंने इस एम्पलीफायर में 15 V बायस वोल्टेज के रूप में लगाया है और फिर हम देखेंगे कि इनपुट क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है हमें DC पावर सप्लाई का उपयोग करना है हम यहां एक फ़ंक्शन जेनरेटर का उपयोग करेंगे और हम एक ऑसिलोस्कोप का उपयोग कर सकते हैं या हम एक मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं तो हम 15 V को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि यह प्रयोग करने का सही तरीका है पावर सप्लाई बंद है दूसरा कदम क्या है अब आप 1 वोल्ट पीक टू पीक और 1 किलोहर्ट्ज़ की साइन वेव को V1 पर लगाते हैं इसलिए यदि आप ब्रेडबोर्ड पर वापस आते हैं और आप फ़ंक्शन जेनरेटर को देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यह पहले से ही 1 V पीक टू पीक है और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है अब यह चैनल एक है दूसरे चैनल पर वह 2 वोल्ट पीक टू पीक लगाएगा इसलिए हम केवल फ़ंक्शन जेनरेटर को समायोजित कर रहे हैं अब फिर से फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है लेकिन हमें वोल्टेज बदलना पड़ा आपको आयाम बटन दबाना होगा और फिर अपना वोल्टेज बदलना होगा यहाँ यह 2 वोल्ट पीक टू पीक है पहले चैनल के लिए 1 वोल्ट था और दूसरे चैनल पर 2 वोल्ट पीक टू पीक था यदि आप दोनों चैनल देखना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं हमने अब एक चैनल से 1 वोल्ट और दूसरे चैनल से 2 वोल्ट को जोड़ा है आप यहां देख सकते हैं चैनल 1 पर 1 वोल्ट लागू चैनल 2 पर 2 वोल्ट लागू दोनों चैनल के लिए 1 kHz फ्रीक्वेंसी फेज़ 0 डिग्री है ऑफसेट 0 मिलीवोल्ट है अब वह इन वोल्टेज इनपुट सिग्नल को डिफरेंशियल एम्पलीफायर से कनेक्ट करेगा तो आप एक बार फिर सर्किट पर वापस आते हैं यह 1 वोल्ट और 2 वोल्ट फ़ंक्शन जेनरेटर से आ रहा है आपने इस डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के इनपुट सिग्नल के रूप में 1 वोल्ट और 2 वोल्ट लागू किए तो आपको फ़ंक्शन जेनरेटर के साथ V1 V2 और ग्राउंड को कनेक्ट करना होगा इसलिए जब आप एक प्रोब लेते हैं तो हमेशा यह देखने की कोशिश करें कि प्रोब काम कर रहा है या नहीं आपको प्रोब को उचित तरीके से जोड़ना होगा तो आप समझते हैं कि आप जो वोल्टेज लगा रहे हैं वह उचित है या नहीं केवल यह मत सोचो कि एक बार जब आपने 1 वोल्ट लगा दिया तो काम खत्म आपको इसे एक ऑसिलोस्कोप के साथ जाँचना होगा आपको इसे अपने मल्टीमीटर के साथ जाँचना होगा देखें कि क्या प्रोब ठीक से सेट है और फिर आप सर्किट पर लागू होते हैं तो एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि प्रोब ठीक है तो आप V1 पर 1 V लागू कर सकते हैं एक चैनल 1 से V1 तक दूसरा 2 वोल्ट है एक दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड किया जाएगा फिर हमें 2 वोल्ट कनेक्ट करना होगा वह ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ रहा है और वह सिग्नल को सिग्नल से जोड़ रहा है जो भी उसने 2 वोल्ट लगाए हैं अब वह इन 2 वोल्ट को लागू करेगा जिसे आप देख सकते हैं कि वह V2 से जोड़ रहा है और ब्लैक वाले को ग्राउंड से जोड़ रहा है इसलिए अब हमने V1 और V2 को लागू किया है और एक ग्राउंड सिग्नल है अब हम क्या मापें हमें डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के आउटपुट को मापना होगा इसलिए वह डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के आउटपुट को जोड़ रहा है तो हम क्या देखते हैं आउटपुट कहां है आउटपुट लगभग 1 वोल्ट पीक टू पीक है हमने V2 पर 2 वोल्ट लगाया है हमने V1 पर 1 वोल्ट लागू किया हमें 2 1 1 V मिल रहा है क्योंकि यहां लाभ 1 है जो लाभ हमने यहां निर्धारित किया है वह 1 है इसका मतलब है यदि आप सर्किट पर वापस आते हैं तो R3 1 किलो ओम है R4 1 किलो ओम है इसका मतलब है आपका लाभ R3R4 11 1 होगा लाभ 1 है इसलिए मैं इसे एक बार फिर यहाँ लिखूंगा Vout लाभ 1V यही कारण है कि हम ऑसिलोस्कोप में 1 वोल्ट देखते हैं मैं क्या लिखूंगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट Vout 1 वोल्ट है डिफ़्रेंशियल लाभ 1 के बराबर है इसलिए लाभ 1 हम CMRR के बारे में चिंता नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रयोग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को समझने के लिए नहीं है ये डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर को समझने के लिए प्रयोग हैं इसलिए हम एक अलग प्रयोग करेंगे जहां हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को समझेंगे तो यहाँ मेरा लाभ 1 है अब हम वोल्टेज बदलते हैं आइए हम V1 और V2 के लिए अलग अलग मान लागू करें आपको जो अच्छा लगे उसे लागू करें मैं उसे स्वतंत्रता देता हूं और वह अपनी समझ के अनुसार वोल्टेज लगा रहा है आइए देखें कि आउटपुट पर क्या होता है तो यह भी दिलचस्प है तो हम देखते हैं ठीक है तो आइए देखें कि उसने इनपुट सिग्नल के रूप में किस वोल्टेज को लागू किया है उन्होंने 1 वोल्ट और 3 वोल्ट लागू किए हैं चैनल 1 में 1 वोल्ट है चैनल 2 में 3 वोल्ट हैं इस स्थिति में जब आप वोल्टेज बदलते हैं 1 वोल्ट और 3 वोल्ट तो डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर का अपेक्षित आउटपुट क्या होता है हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं सैद्धांतिक रूप से 3 1 2 होना चाहिए एक लाभ क्या है लाभ 1 है इसलिए आउटपुट 2 वोल्ट होना चाहिए अब देखते हैं कि आउटपुट क्या है आप ऑसिलोस्कोप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं यह 2 वोल्ट के करीब है फिर से ऐसा क्यों है क्योंकि हमारे पास प्रतिरोधक हैं जो शायद 1 किलो ओम नहीं हैं देखिए इस टोलेरेंश से कितना प्रभाव पड़ता है 1 हजार ओम और 950 ओम लाभ को बदल देगा हमारे पास एक ही लाभ नहीं है जो 1 है इसलिए हमेशा यह समझें कि प्रतिरोध में छोटे परिवर्तन आप जो छोटे टोलेरेंश प्रतिरोध में देखते हैं आपके आउटपुट महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं तो 196 और 2 वोल्ट में 004 वोल्ट का अंतर है जब आप सेंसर की संवेदनशीलता पर विचार करते हैं तो यह एक बड़ा अंतर है यही कारण है कि आपके प्रतिरोधों का चयन सटीक प्रतिरोधक का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर पर वापस आते हैं हम क्या देखते हैं एक अन्य मामले में उसने 1 वोल्ट और 3 वोल्ट लागू किया आउटपुट 196 वोल्ट था और अगर मैं लाभ की गणना करता हूं तो यह व्यावहारिक लाभ है विशेष लाभ 196 2 से विभाजित होगा 3 1 2 देखें इसलिए जो लगभग 1 के करीब है इसलिए मेरा लाभ 1 है वास्तव में हम पहले से ही जानते हैं सैद्धांतिक यह 1 है प्रयोगात्मक रूप से यह 1 नहीं 1 के करीब होगा तो यह प्रयोग दिखाता है कि डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के लाभ की गणना कैसे करें हमने डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर को चुना क्योंकि यह वोल्टेज का अंतर लेता है एम्पलीफायर क्योंकि हम फ़ीडबैक और इनपुट अवरोधक के मूल्य को बदलकर वोल्टेज के लाभ को बदल सकते हैं इसलिए मुझे आशा है कि आप डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के कार्य को समझ गए हैं और अब एक दूसरे प्रयोग को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या है यह एक डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर है इसलिए मुझे आशा है कि आपने डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के कार्य को समझा और यह कैसे उपयोगी है और कैसे आप फ़ंक्शन जेनरेटर से सिग्नल बदल सकते हैं आप इसे देखने के लिए ऑसिलोस्कोप का उपयोग कैसे कर सकते हैं बायस वोल्टेज क्या हैं हम एक मल्टीमीटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप प्रोब का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप तार का उपयोग कैसे कर सकते हैं मेरे पास जो उपकरण है या जो टूल है या जो एक्विपमेंट है उसका उपयोग करके तार कैसे निकालें तो अपने आप को भ्रमित मत करो और सीखने का सबसे अच्छा तरीका अपनी भाषा में है अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम संवाद कर सकते हैं लेकिन केवल अंग्रेजी में ही सब कुछ समझना अनिवार्य नहीं है यह कॉन्सेप्ट को समझने के बारे में है इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए हम इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे और मुझे आशा है कि आपके आगे का समय अच्छा हो और आप अधिक चीजें सीखते हैं और मैं आपको नए प्रयोग दिखाता रहता हूं जो आपके लिए ऑप एम्प की अवधारणा को समझने में सहायक होंगे और सामान्य तौर पर उनके अनुप्रयोग और संकेतक सर्किट जो फिर से हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर हैं इसलिए मैं आपको अगले मॉड्यूल में मिलता हूं तब तक आप ध्यान रखिए अलविदा